हम इस तथ्य से अवगत हैं कि न्यूरॉनल कोशिकाएं विद्युत आवेगो को सही तरीके से ले जा रही हैं I अब जब वह किसी अन्य CORD की तरह विद्युत आवेगो को कहीं भी ले जा रही है I इनके ऊपर आपको एक इंसुलेशन की परत चढ़ाना होगा I पूछिए क्यों